छात्रों का स्वागत करते हैं इसलिए हम कार्यशील पूंजी प्रबंधन के तहत इन्वेंट्री प्रबंधन पर चर्चा करने की प्रक्रिया में हैं और शॉर्ट टर्म फंड या वर्किंग कैपिटल के प्रबंधन के दौरान इन्वेंट्री के महत्व को समझते हैं हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की है कि संपत्ति जो कम से कम तरल संपत्ति है और इन्वेंट्री को नकदी में परिवर्तित करना एक कठिन प्रक्रिया है इसलिए हमें इन्वेंट्री में अल्पावधि फंड का निवेश करते समय सावधान रहना चाहिए और अगर बड़ा निवेश किया जाता है तो फंड लंबी अवधि के लिए अवरुद्ध हो जाएगा और जब हम चाहते थे तब नकदी में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे तो वह समस्या पैदा करेगा इसलिए हम इन्वेंट्री के प्रबंधन की इस सभी प्रासंगिकता पर चर्चा करने की प्रक्रिया में हैं इसलिए हम इस बारे में बात कर रहे थे कि जब आप इन्वेंट्री का प्रबंधन करते हैं तो हमारे पास अलग अलग उद्देश्य होते हैं और अलग अलग लागत इन्वेंट्री से जुड़ी होती है और हमने देखा कि लागत वहन करना लागत को संभालना लागत का आदेश देना या लागत को कम करना और स्टॉक आउट लागत 4 महत्वपूर्ण लागतें हैं जिनके बारे में हमें सावधान रहना चाहिए और यदि हम इन लागतों को ठीक से प्रबंधित करने में सक्षम नहीं हैं तो उत्पादन की समग्र लागत होगी ऊपर जाना कुल कहना बिक्री मूल्य में भी वृद्धि होगी और फर्म उस कीमत पर उत्पाद को बाजार में नहीं बेच पाएगी जिससे समस्या पैदा होगी इसलिए हमें इन्वेंट्री की लागत को नियंत्रण में रखना होगा इसलिए हमें इन्वेंट्री में निवेश को भी नियंत्रण में रखना होगा तो उस उद्देश्य के लिए हमें यह सीखना चाहिए कि जहां तक अल्पकालिक निधियों के प्रबंधन का संबंध है इन्वेंट्री का प्रबंधन कैसे करें अब हम इन्वेंट्री व्यवहार पर एक नजर डालते हैं कि इन्वेंट्री कैसे व्यवहार करती है बस एक पल के लिए हम अलग अलग लागतों के बारे में बात करते हैं और हम वहन लागत हैंडलिंग लागत ऑर्डर लागत और स्टॉक आउट लागत के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि एक वहन लागत क्या है एक हैंडलिंग लागत क्या है ले जाने की लागत का मतलब इन्वेंट्री में किया गया निवेश है जो इन्वेंट्री का खरीद मूल्य है बिजली पानी और फिर मैनपावर के लोग जो हमारे कहे हुए गोदाम में तैनात हैं उन्हें संभालना पड़ता है इसी प्रकार हमारे पास ऑर्डर करने की लागत भी है लागत प्राप्त करने शिपिंग लागत परिवहन लागत का मतलब है कि इन सभी लागतों को हम सभी समझते हैं कि ये भौतिक लागत हैं लेकिन एक लागत जो स्टॉक आउट लागत है जिसकी मैंने आपके साथ चर्चा की है पिछले वर्ग भी एक बहुत ही गंभीर लागत है बहुत महत्वपूर्ण लागत बहुत गंभीर लागत और हमें इस लागत का भी ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए यही कारण है कि हम इन्वेंट्री में निवेश के बारे में बात करते हैं जो कि इष्टतम निवेश बहुत कम नहीं है क्योंकि अगर हम इन्वेंट्री में बहुत कम निवेश करते हैं तो कुछ समय के लिए हमें स्टॉक आउट कॉस्ट का सामना करना पड़ता है और इसके नतीजे भी होंगे इसलिए स्टॉक आउट लागत से बचने के लिए हमें सभी स्तरों पर पर्याप्त इन्वेंट्री बनाए रखनी चाहिए और स्टॉक आउट लागत के परिणाम क्या हैं और यह कैसे प्रभावित कर सकते हैं इसका मतलब है कि हर स्तर पर फर्म यह न केवल फर्म के निर्माण को प्रभावित कर रहा है बल्कि वितरण चैनलों को भी खुदरा विक्रेताओं को भी प्रभावित कर रहा है तो इस तरह की लागत स्टॉक आउट लागत पर एक विस्तृत चर्चा मैं कुछ समय बाद आपके साथ करूंगा क्योंकि हम देखेंगे कि इस तरह की लागत कितनी गंभीर है और जैसा कि मैंने एक संदर्भ में चर्चा की थी मैंने आपको इसका संदर्भ दिया था हार्वर्ड प्रोफेसरों द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसरों की एक टीम जहां वे कहते हैं कि 29 देशों में 71000 ग्राहकों का साक्षात्कार हुआ और उन चर्चाओं के परिणाम क्या थे और साथ ही उन उपभोक्ताओं की क्या प्रतिक्रिया थी कि अगर वे खरीदना चाहते हैं तो वे शेल्फ पर कोई उत्पाद नहीं पाते हैं या वे खरीदने का इरादा रखते हैं या वे यात्रा करना चाहते हैं उत्पाद खरीदने के लिए स्टोर करें यदि उन्हें शेल्फ पर उत्पाद नहीं मिलता है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है इसलिए कुल विस्तृत सर्वेक्षण और उनके परिणाम और स्टॉक आउट लागत की गंभीरता के बारे में मैं आपके साथ कक्षा में कुछ समय बाद चर्चा करूंगा लेकिन आइए हम पहले भाग में जाएं जो इन्वेंट्री व्यवहार को समझें जब आप इन्वेंट्री व्यवहार के बारे में बात करते हैं तो आप देखते हैं कि इन्वेंट्री व्यवहार इस तरह से चलता है उच्च सूची शायद यह कच्चे माल की एक सूची है यह प्रक्रिया में काम की एक सूची है या यह तैयार माल की एक सूची है कम कीमतों के लिए सही ले जाता है उत्पादन पर वापस कटौती करें ताकि उद्घाटन सूची कम हो जाए उदाहरण के लिए किसी भी फर्म के पास तैयार माल की बहुत अधिक सूची है वे यह कहने में सक्षम नहीं हैं इसका मतलब है कि उत्पादन की जगह से उपभोग की जगह तक माल की आवाजाही धीमी है वे बाजार में उस गति से उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं जैसा होना चाहिए था इसलिए एक उच्च सूची है जैसा कि मैंने आपसे पिछली कक्षा में SAIL Steel Authority of India Limited के मामले में चर्चा की थी हमने देखा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बीमार कंपनी क्यों बन गई एकमात्र कारण तैयार माल की इन्वेंट्री का उच्च स्तर था क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया निरंतर थी और निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा के कारण बिक्री प्रक्रिया प्रभावित हुई थी इसलिए उनके पास इन्वेंट्री का उच्च स्तर था तो किसी भी फर्म में अगर उच्च स्तर की इन्वेंट्री है तो क्या होगा कीमतों में कमी आएगी क्योंकि आपूर्ति पक्ष में सुधार हुआ है और उच्च साधन का कहना है कि बाजार में माल की उच्च आपूर्ति निश्चित रूप से एक स्थिति पैदा करेगी जब कीमतें नीचे जाएंगी और यदि यह संभव है अगर यह संभव है जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की है कि सेल के मामले में यह संभव नहीं था मानव संसाधनों में भारी निवेश के कारण उत्पादन में कटौती हुई तब उनके पास 6 पौधे और कई चीजें थीं इसलिए लोग बेकार नहीं बैठ सकते उनसे यह नहीं पूछा जा सकता है कि संयंत्र बंद है क्योंकि हम बाजार में उत्पाद नहीं बेच पा रहे हैं इसलिए आपको आज उत्पादन नहीं करना है उत्पादन प्रक्रिया निरंतर थी लेकिन बाजार में कुछ बदलावों के कारण बिक्री प्रक्रिया निरंतर नहीं थी तो उस कारण से बढ़ते हुए आविष्कारों के कारण कंपनी बीमार हो गई लेकिन सामान्य मामलों में या शायद मामलों में जब यह एक छोटी सी फर्म या फर्म है यदि यह अपनी उत्पादन प्रक्रिया को समायोजित करने में सक्षम है तो निश्चित रूप से उन्हें ऐसा करना चाहिए क्योंकि इन्वेंट्री बहुत अधिक है और कीमतें नीचे जा रही हैं जिससे एक समस्या पैदा होगी फर्म के लिए क्योंकि वे उत्पाद को वांछित मूल्य पर बेचने में सक्षम नहीं होंगे या कभी कभी लागत मूल्य पर भी नहीं इसलिए बाजार में उस कीमत पर कोई बिक्री नहीं है इसलिए बेहतर है कि उत्पादन में कटौती की जाए उत्पादन कम किया जाना चाहिए और आपको इस बात का इंतजार करना चाहिए कि एडजस्ट करने वाली इन्वेंट्री बाजार में बेची जाती है जो बाजार में जाती है और एक बार मौजूदा उत्पादन पर्याप्त रूप से या पर्याप्त मात्रा में बाजार में जाने का मतलब है उसके बाद हमें कहने की कोशिश करनी चाहिए उत्पादन प्रक्रिया पुनः प्राप्त करें इसलिए आने वाले समय में इन्वेंट्री खोलना जब हमें उत्पादन कम करना हो तो इनवेंटरी खोलना बहुत कम होना चाहिए ताकि हम तैयार माल की नई इन्वेंट्री को जोड़ सकें और सामान्य तौर पर ऐसा होता भी है लेकिन जब किसी भी सामान या सेवाओं की आपूर्ति बाजार में होती है तो उत्पादन प्रक्रिया को पुनरावृत्त किया जाता है यदि यह संभव है और यह कई मामलों में होता है तो यह संभव हो जाता है इसलिए उत्पादन पुन अन्याय होता है और फिर उत्पादन गति होती है उत्पादन धीमा हो जाता है और एक बार जब इन्वेंट्री को समायोजित करना पूरी तरह से बाजार में समाप्त हो जाता है या सबसे बड़ी सीमा तक समाप्त हो जाता है तो नया निर्माण होता है इसलिए यह इन्वेंट्री का एक सामान्य व्यवहार है ताकि मांग और आपूर्ति पक्ष बना रहे पक्ष संतुलित रहे इन्वेंट्री के व्यवहार में अगली बात यह है कि अत्यधिक इन्वेंट्री अपरिहार्य परिस्थितियों या अक्षम प्रबंधन के कारण है कभी कभी बाजार में मंदी की स्थिति के कारण जब लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है तो उन्हें कुछ चीजें खरीदने में मुश्किल होती है तो फिर लोग कैसे तय करते हैं या राशन उनकी खरीद कहते हैं सबसे पहले वे आवश्यकताओं के लिए जाते हैं इसके बाद वे आराम के लिए जाते हैं और फिर वे लक्जरी के लिए जाते हैं यह सामान्य प्रक्रिया है इसलिए यदि हम एक आवश्यकता का निर्माण कर रहे हैं या हम उस उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं जो लोगों के लिए एक आवश्यकता है तो मंदी का प्रभाव बहुत अधिक नहीं होगा यह वहाँ होगा लेकिन बहुत अधिक नहीं होगा लेकिन अगर यह एक आराम या विलासिता है तो निश्चित रूप से यह सबसे हिट होगी इसलिए हमें यह देखना होगा कि हम किस सेगमेंट में हैं हम किस प्रकार के उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं और हमें इस बारे में सोचना होगा कि यदि हम विनिर्माण प्रक्रिया को पुनः पढ़ सकते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए अन्यथा आपूर्ति की बढ़ी कीमतों के कारण साधनों की कीमतें नीचे गिर जाएंगी और निर्माताओं को नुकसान उठाना पड़ेगा नुकसान तो उस स्थिति में क्या होता है कि कभी कभी यह इन्वेंट्री अत्यधिक इन्वेंट्री केवल कुछ कारकों के कारण पाइप लाइन में आती है जो कभी कभी हम बिक्री को सही ढंग से या सही तरीके से पूर्वानुमान में सक्षम नहीं होते हैं कि हम बाजार में कितना बेचने जा रहे हैं या कितना जा रहा है उस मामले में आने वाले समय में उत्पाद की मांग हो सकती है क्या होता है उत्पादन प्रक्रिया को मजबूत किया जाता है और अधिक उत्पादन उद्योग से बाहर आता है जबकि उत्पाद की मांग यह नहीं है कि शायद मंदी की स्थितियों के कारण शायद लोगों की क्रय शक्ति की कमी के कारण और यह सब जो भी कारण आप कह सकते हैं हम अंततः कहेंगे कि ये सभी कारण या किन्हीं कारणों से बाजार से बिक्री कम होने की मांग बढ़ेगी और जब बाजार में कोई मांग नहीं होती है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में बाजार का हमारा आकलन गलत हो गया है तो इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए कुछ अपरिहार्य परिस्थितियाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल के मामले में परिस्थितियाँ अपरिहार्य थीं आप उत्पादन बंद नहीं कर सकते आपके पास एक विशाल जनशक्ति है उस समय 147 लाख लोग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ थे इसलिए वे स्थायी कर्मचारी हैं वे यह नहीं कहेंगे कि आप हमें वेतन का भुगतान नहीं करते हैं क्योंकि आप बाजार में उत्पाद बेचने में सक्षम नहीं हैं इसलिए एक बार आपको उनके वेतन का भुगतान करना होगा जो वे हर रोज सुबह प्लांट ऑफिस में आ रहे हैं और फिर सभी प्लांट्स कंपनी के 6 प्लांट 4 प्रमुख प्लांट्स जो राउरकेला भिलाई बोकारो दुर्गापुर और 2 और प्लांट हैं जो वे लगातार चालू थे काम करना और उन्हें ऐसा करना था यदि आप वांछित क्षमता पर पौधों के साथ काम करना बंद कर देते हैं तो अन्य लागतें बढ़ जाएंगी इसलिए उत्पादन को रोकना संभव नहीं था इसलिए उत्पादन निरंतर था लेकिन बिक्री प्रभावित हुई इसलिए मैं यहां यह कह सकता हूं कि अत्यधिक अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या तो इन्वेंट्री होती है जो कंपनी ने अचानक बाजार खो दिया है उत्पादन प्रक्रिया को फिर से नहीं किया जा सकता है इसलिए इन्वेंट्री बढ़ रही है कंपनी बाजार में इन्वेंट्री को बेचने में सक्षम नहीं है या कभी कभी जब हम अपनी बिक्री बिक्री का सही अनुमान नहीं लगा पाते हैं तब भी इन्वेंट्री सामने आती है इसलिए हमें भविष्य में यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि हम बाजार में कितनी बिक्री करने जा रहे हैं उसी तरह से हमें उत्पादन करना चाहिए और उसी तरह हमें इन्वेंट्री में या कच्चे माल के स्टॉक में प्रक्रिया में काम करना चाहिए और तैयार माल चाहिए ताकि सब कुछ नियंत्रण में रहे और उत्पादन की समग्र लागत सिर्फ इसलिए नहीं बढ़े अकुशल इन्वेंट्री प्रबंधन की व्यवहार में तीसरा बिंदु यह है कि कीमतें कम नहीं होने पर कंपनियां धीरे धीरे इन्वेंट्री इन्वेंट्री नीचे खींचती हैं फिर से यह एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है जब मंदी के कारण यह बाजार में प्रवेश किया या क्योंकि जब लोगों की उक्त आय कम हो जाती है तो लोगों की क्रय शक्ति प्रभावित होती है उदाहरण के लिए हमने 2007 में कहा गया है कि सबप्राइम संकट देखा है और यह कहना जारी है कि यह वैश्विक संकट बन गया है और दुनिया के अधिकांश देश नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं इसलिए लोगों की नौकरियां चली गईं जब लोग विशेष रूप से ऐसे लोग जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो वे नौकरी खो देंगे क्योंकि बाजार में उत्पादन और बिक्री के लिए क्या होगा इसलिए जब लोगों ने नौकरियां खो दीं तो उनकी क्रय शक्ति प्रभावित हुई और उसके कारण बाजार में बिक्री करना फर्मों के लिए बहुत मुश्किल था लेकिन विनिर्माण उत्पादों के बारे में बात करने के लिए जब हम 2007 में अमेरिका में हुए सबप्राइम संकट के बारे में बात करते हैं यहां तक कि घरों की सूची या यह भी कहें कि जो लोग बैंकों से पैसे उधार लिए थे और घरों को खरीदा था तो किसी तरह जब उनकी क्रय शक्ति प्रभावित हुआ था या उनकी आय नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई थी वे उन ऋणों पर ईएमआई वापस करने में सक्षम नहीं थे जो उन्होंने मकान खरीदने के लिए लिए थे और अंततः उन्होंने घरों को आत्मसमर्पण कर दिया इसलिए बैंकों के साथ आवास की इन्वेंट्री बढ़ गई और बैंकों के साथ बढ़ी हुई इन्वेंट्री के कारण क्योंकि हर कोई घर को आत्मसमर्पण कर रहा है क्योंकि वे ऋण का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं इसलिए आवास स्टॉक की आपूर्ति बढ़ गई और कीमतें गिर गईं इतने सारे बैंक अपने ऋण की वसूली करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि अंततः बैंक क्या कर सकता है बैंक घर का प्रभार ले सकता है जिसे व्यक्ति द्वारा बैंक से पैसा उधार लेकर खरीदा गया है इसलिए यदि व्यक्ति सक्षम नहीं है तो वह उस ऋण को चुकाने में सक्षम नहीं है जिसे उसे घर को आत्मसमर्पण करना है लेकिन अगर हर कोई घर को आत्मसमर्पण कर रहा है या हर तीसरा व्यक्ति घर को आत्मसमर्पण कर रहा है तो आवास की इन्वेंट्री का स्टॉक ऊपर चला गया और अचानक कीमत आवास के नीचे गिर गया अमेरिका में कई बैंक विफल रहे लेहमैन ब्रदर एक ऐसा बैंक है जो ऐसा मामला है जिसमें कई लोगों के लिए काम करना एक ड्रीम कंपनी थी लेकिन वह भी विफल हो गया और कई अन्य बैंकों को भी उप संकट के संकट का सामना करना पड़ा तो उस स्थिति में क्या होता है कि अगर कीमतों में सुधार नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से इन्वेंट्री स्तर को फिर से जांचना होगा ताकि आपूर्ति पक्ष भी कमजोर हो जाए और जब बाजार में कम आपूर्ति और स्थिर मांग हो या डिमांड शुरू होने के बाद ही इन्वेंट्री लेवल को बढ़ाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रीड किया जाता है मजबूत किया जाता है और मार्केट में ज्यादा सप्लाई आती है इसलिए अगर किसी तरह से जब आपूर्ति बढ़ती है तो मांग स्थिर रहती है या नीचे जाती है तो क्या होता है वह इन्वेंट्री बढ़ रही है कीमतें नीचे गिर रही हैं दूसरी तरफ अगर मांग बढ़ रही है इन्वेंट्री कम है कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए हमें जो देखना है वह यह है कि हमें यह देखना होगा कि आने वाले समय में हम बाजार में कितनी बिक्री करने वाले हैं हमें उसके लिए उचित बजट तैयार करना होगा और यह बिक्री पूर्वानुमान पर निर्भर करेगा कि हमारे द्वारा निर्मित उत्पाद की कुल मांग कितनी है और हम बाजार में बेच रहे हैं और अगले 3 महीनों में उदाहरण के लिए आने वाले समय में 1 तिमाही में हम रंगीन टीवी के बारे में बात करते हैं उदाहरण के लिए कुल मांग कितनी है इसलिए कंपनियों को इस तरह से योजना बनानी होगी कि कुल भारतीय बाजार में रंगीन टीवी की कितनी मांग है सवाल में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी क्या है और वे कितने रंगीन टीवी बेचने की योजना बना रहे हैं इसलिए तदनुसार उन्हें उत्पादन के लिए जाना चाहिए और ऐसा ही होता है यह एक प्राकृतिक वस्तु सूची व्यवहार है जो होता भी है और जब कहते हैं कि इन्वेंट्री का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है तो इनवेंटरी को फर्मों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को कम करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया को पुनः व्यवस्थित किया जाता है और उन प्रयासों का नतीजा यह है कि कंपनियां जो भी उत्पादन करती हैं उससे अधिक बेचने की प्रवृत्ति होती है वे उत्पादन प्रक्रिया को सिकोड़ते हैं वे उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं वे उत्पादन नहीं करते हैं जैसा कि वे अतीत में पैदा कर रहे थे वे उत्पादन प्रक्रिया को छोटा करते हैं और जब इसे नियंत्रित किया जाता है तो उत्पादन कम हो जाता है बिक्री बढ़ जाती है तो अंततः प्रभाव यह है कि फिर से इन्वेंट्री को भी पुनः प्राप्त किया जाता है इन सभी का उद्देश्य इन्वेंट्री इन्वेंट्री व्यवहार को स्पष्ट रूप से समझना और फिर परिवर्तनों का पालन करना और उसके बाद बदलावों को लागू करना और विनिर्माण प्रक्रिया को समायोजित करना और पढ़ना है यह है कि उत्पादों के मूल्य जो बाजार में हैं दोनों के लिए स्वीकार्य स्तर पर बने रहें किनारे विक्रेता भी और खरीदार भी इसलिए विनिर्माण प्रक्रिया में निरंतर समायोजन करने की आवश्यकता है अगली बात यह है कि यदि अर्थव्यवस्था सही बिक्री नहीं कर रही है तो अर्थव्यवस्था लगातार औद्योगिक मंदी है यदि बिक्री बाजार में नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि उद्योग निरंतर औद्योगिक या लगातार औद्योगिक मंदी में है यह सभी के लिए एक समस्या पैदा करेगा यह निर्माता के लिए भी समस्या पैदा करेगा इसके पास पहले से ही साधन है जो खरीदार के लिए भी समस्या पैदा करता है जब खरीदार की शक्ति क्रय शक्ति नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है तो इस अर्थ में कि क्या हो रहा है विक्रेता को भी आपूर्ति को नियंत्रित करना होगा अन्यथा कीमतें नीचे गिर जाएंगी इसलिए जब अर्थव्यवस्थाएं लगातार औद्योगिक मंदी में होती हैं या क्रय शक्ति प्रभावित होती है तो उत्पादन प्रक्रियाओं को पुन अन्याय किया जाता है इसलिए यह सभी के लिए समस्या पैदा करता है समस्या से निपटने के लिए अगर हम बाजार में बेहतर बिक्री नहीं कर पा रहे हैं तो यह इन्वेंट्री में ज्यादा निवेश नहीं करना है इन्वेंट्री में कम निवेश करें और कम उत्पादन करें यदि यह संभव है कि चीजों को करने का सबसे अच्छा तरीका है अगर कीमतों में अचानक उछाल आता है तो फर्मों की बिक्री बढ़ जाती है अगर कीमतों में अचानक उछाल आता है तो निश्चित रूप से फर्मों की बिक्री बढ़ेगी क्योंकि वे इनवेंट्री या माल के निर्माण में कुल निवेश को वसूलना चाहेंगे उत्पादन में वृद्धि के साथ आविष्कारों से आरेखण तो फिर उत्पादन में वृद्धि उत्पादन उठाता है इन्वेंट्री में जो कुछ भी है वह भी बाहर निकाल दिया जाता है और ज्यादातर चीजें बाजार में चली जाती हैं और जब बाजार में उच्च मांग होती है तो निश्चित रूप से क्योंकि यह एक चक्रीय प्रवृत्ति है तो इसका मतलब है कि शुरू में हमने उत्पादन शुरू कर दिया फिर यह बढ़ने लगा यह एक बिंदु पर है लेकिन कुछ कारणों से उद्योग की मंदी थी इसलिए मांग निश्चित रूप से नीचे गिर गई क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और फिर मांग नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई तो इसका मतलब है कि उद्योग को उत्पादन भी धीमा करना होगा उन्हें मौजूदा इन्वेंट्री से बाहर निकालना होगा और यहां तक कि अगर वे उस इन्वेंट्री को वांछित कीमत पर बेचने में सक्षम नहीं हैं तो उनका कहना है कि इन्वेंट्री से न्यूनतम तैयार माल भी बाहर निकालना चाहिए और बाजार में सुधार होने पर उन्हें इंतजार करना चाहिए यदि बाजार में सुधार होता है तो क्योंकि यह एक चक्रीय प्रवृत्ति है इसलिए बाजार में सुधार होगा इसलिए जब बाजार में सुधार होगा तो सब कुछ उठ जाएगा उत्पादन प्रक्रिया में भी तेजी आएगी इन्वेंट्री से बाहर ले जाने से मौजूदा इन्वेंट्री भी उठेगी और यह खरीदार के लिए और साथ ही विक्रेता के लिए भी एक जीत की स्थिति होगी क्योंकि खरीदार क्रय शक्ति में सुधार हुआ है और विक्रेता के लिए बाजार में सुधार हुआ है लेकिन आम तौर पर इन्वेंट्री के मामले में इस तरह के चक्रीय रुझान बहुत आम हैं वे जगह लेते हैं इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि इन्वेंट्री में अत्यधिक निवेश से बचने के लिए क्योंकि हम शॉर्ट टर्म फंड और कुछ समय के लिए निवेश करने जा रहे हैं जब शॉर्ट टर्म फंड्स सप्लाई में पर्याप्त नहीं होते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म फंड्स में निवेश करना पड़ता है और आप देखते हैं कि लागत और रिटर्न के बीच एक बेमेल संबंध है क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड्स जैसा कि मैंने आपके साथ अतीत में चर्चा की थी कि आज भारत में भी है ब्याज दरों की शब्द संरचना है इसलिए जैसे जैसे परिपक्वता अवधि लंबी होती जाती है फंड की लागत भी बढ़ती जाती है ब्याज दरें भी बढ़ती जाती हैं इसलिए यदि आपने अगले 5 10 वर्षों के लिए दीर्घावधि के उद्देश्य से धनराशि उधार ली है तो इसका मतलब है कि हम 18 20 की कहीं अधिक ब्याज दर का भुगतान कर रहे हैं और हम उन फंडों को इन्वेंट्री में निवेश कर रहे हैं जो अल्पकालिक संपत्ति या वर्तमान संपत्ति है फिर बेमेल होने जा रहा है क्योंकि इन्वेंट्री से रिटर्न बहुत कम है कभी कभी इस संपत्ति से नगण्य रिटर्न भी जबकि यदि धन की लागत बहुत अधिक है तो फर्मों का वित्त पोषण होता है वित्तीय लागत बढ़ने के कारण फर्मों की आय पर गंभीर नकारात्मक असर पड़ने वाला है इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हमें यह कल्पना करने में सक्षम होना चाहिए कि इन्वेंट्री को फर्म द्वारा कैसे प्रबंधित किया जा रहा है और बाजार कैसे व्यवहार करने जा रहा है बाजार में बिक्री कैसे हो रही है और इन्वेंट्री स्तर कैसे होगा समायोजित और पढ़ा जाना चाहिए अब इन्वेंट्री लेवल क्यों बढ़ता है इन्वेंट्री लेवल क्यों बढ़ता है हम सभी जानते हैं कि इन्वेंट्री का स्तर बढ़ने के कई कारण हैं जैसा कि हमने SAIL के मामले में देखा है जैसा कि मैंने SAIL में इन्वेंट्री स्तर के साथ चर्चा की सरकार की आर्थिक नीति में अचानक बदलाव के कारण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में वृद्धि हुई 1991 तक सरकार की आर्थिक नीति ने निजी क्षेत्र की इस्पात क्षेत्र में भागीदारी की अनुमति नहीं दी लेकिन अचानक 1991 के बाद जब स्टील सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी गई तो निजी क्षेत्र की फर्मों को इस्पात क्षेत्र में आने की अनुमति दी गई उस स्थिति में सेल को निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों से अप्रत्याशित प्रतिस्पर्धा मिली उन्होंने दक्षिणी बाजार को खो दिया उन्होंने पश्चिमी बाजार को खो दिया इस देश के केंद्रीय बाजारों का हिस्सा मध्य भारत और फिर पास में कंपनी का 30 40 बाजार खो गया है जैसा कि मैंने कहा था कि उनकी निर्माण प्रक्रिया दोबारा नहीं हो सकती है उत्पादन निरंतर था बिक्री नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई इसलिए इन्वेंट्री बढ़ने लगी ऐसा तब होता है जब आर्थिक नीति की वजह से किसी भी कारक में अचानक परिवर्तन होता है शायद लोगों की मांग में बदलाव के कारण शायद बाजार में प्रतिस्पर्धा के तेज होने के कारण शायद कोई भी कारण हो सकता है इसलिए इन्वेंट्री बढ़ सकती है हमें इन्वेंट्री स्तर में वृद्धि से बचना चाहिए और हमें भविष्य का पूर्वानुमान या पूर्वाभास करने में सक्षम होना चाहिए कि वे कौन से कारक हो सकते हैं जो कंपनी की इन्वेंट्री पॉलिसी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं इसलिए हमें पहले से ही अच्छी तरह से कल्पना करने में सक्षम होना चाहिए कि अगर हमारा इन्वेंट्री स्तर ऊपर जाना शुरू हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए कि इन्वेंट्री का स्तर नियंत्रण में रहता है यह ऊपर नहीं जाता है तो उस कारण से हमें यह समझना चाहिए कि इन्वेंट्री का स्तर क्यों बढ़ता है कुछ ऐसे कारण हैं जिन्हें हमने यहाँ सूचीबद्ध किया है हमने यहां कुछ कारण बताए हैं जैसे पहले कोई सही बाजार नहीं है क्योंकि यह बहुत आसान नहीं है बाजार में मांग और आपूर्ति के परिदृश्य का पता लगाना बहुत आसान नहीं है यह पता लगाना बहुत आसान नहीं है अब जब लोगों की आय में अचानक वृद्धि होती है तो लोग ऐसी सेवाओं और सामानों की मांग करना शुरू कर देते हैं जिनकी अतीत में ज्यादा मांग नहीं होती है तो कारक क्या हैं हमें यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्या किसी कारण से लोगों की आय में वृद्धि होने की संभावना है फिर किसी भी नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कहें जब कंपनियां कहती हैं कि अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा करें या कभी कभी जब सरकार अपने ही कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा करती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोगों की आय बढ़ जाएगी जब लोगों की आय बढ़ जाती है तो उस स्थिति में आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ लोग अधिक वस्तुओं और सेवाओं की माँग करने लगेंगे यह संभव हो सकता है कि सभी खंड या सभी श्रेणी के लोग सभी आय सभी आय समूहों से संबंधित लोग हर किसी की आय नहीं बढ़ रही है लोगों के अलग अलग वर्ग हो सकते हैं उदाहरण के लिए कहें कि आप उच्च मध्यम वर्ग की बात करते हैं यदि उच्च मध्यम वर्ग की आय बढ़ने की उम्मीद है तो हम कह सकते हैं कि लोग अधिक कार खरीदना या अधिक कारों की तलाश शुरू कर सकते हैं जो लोग निम्न वर्ग या निम्न आय वर्ग या शायद निम्न मध्यम आय वर्ग में कहते हैं वे अधिक दोपहिया अधिक रंगीन टीवी अधिक रेफ्रिजरेटर की तलाश शुरू कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हमें यह देखना होगा कि आर्थिक कारक कौन से हैं जो मांग को बदलने जा रहे हैं मांग को प्रभावित करते हैं शायद सकारात्मक शायद नकारात्मक इसलिए चूंकि हमारे पास सही बाजार नहीं हैं इसलिए यह कल्पना करना बहुत आसान नहीं है कि बाजार में मांग और आपूर्ति कैसे व्यवहार करेगी ये ताकतें बाजार में व्यवहार करेंगी इसलिए कुछ समय के लिए किसी भी उत्पाद की मांग की अपूर्ण भविष्यवाणी के कारण इन्वेंट्री स्तर बढ़ जाता है क्योंकि कंपनियां विनिर्माण प्रक्रिया को मजबूत करती हैं लेकिन जब आय में वृद्धि नहीं होती है जब लोग विनिर्मित वस्तुओं को नहीं खरीदते हैं जो उस स्थिति में बाजार में उपलब्ध होते हैं इन्वेंट्री स्तर ऊपर जाता है इसलिए चूंकि बाजार अपूर्ण है इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि यह पता कैसे लगाया जाए कि बाजार में क्या होने जा रहा है जहां तक मांग और आपूर्ति की स्थिति का संबंध है कंपनियां कम से कम जिस उत्पाद का निर्माण कर रही हैं वे सर्वेक्षण का संचालन कर सकती हैं वे लोगों उनके मौजूदा खरीदारों या संभावित खरीदारों के लिए अधिक निकट हो सकते हैं जो वे बाजार से नियमित जानकारी एकत्र कर सकते हैं और फिर वे यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं बाजार में उनके उत्पाद की बिक्री बढ़ने या घटने की क्या संभावना है या क्या होने जा रहा है यदि आप इन्वेंट्री में निवेश को नियंत्रित करना चाहते हैं तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है एक और कारण कोई कुशल उत्पादन वितरण प्रणाली नहीं हो सकती है कभी कभी आम तौर पर फर्मों के पास उचित वितरण चैनल होता है फर्मों के पास उचित वितरण चैनल हैं लेकिन कहते हैं कि हमारे पास इस दुनिया में 2 तरह की मार्केटिंग प्रणालियां हैं कभी कभी हमारे पास प्रत्यक्ष विपणन प्रणाली होती है और कभी कभी हमारे पास अप्रत्यक्ष विपणन प्रणाली होती है प्रत्यक्ष विपणन प्रणाली में हम कहते हैं कि ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास स्वयं के वितरण चैनल हैं उदाहरण के लिए आपका अपना वितरण नेटवर्क आप बाटा के बारे में बात करते हैं बाटा बाजार में सबसे पहले वे इसे सीधे अपने नेटवर्क के माध्यम से अपनी दुकानों के माध्यम से और अपने विशेष स्टोर के माध्यम से बेचते हैं इसी तरह हम कुछ ब्रांडेड कहते हैं जैसे कि आप भी रिबॉक के बारे में बात करते हैं आप नाइके के बारे में बात करते हैं आप प्यूमा के बारे में बात करते हैं इसलिए इन सभी उत्पादों में बड़े पैमाने पर उनका अपना विशेष वितरण नेटवर्क है इसलिए जब वे बाजार में सीधे निर्माण और बिक्री कर रहे होते हैं तो वे लोगों से जुड़े रहते हैं साथ ही नए खरीदार भी इसलिए उन्हें सूचित किया जाता है कि लोग उनके उत्पादन को कैसे पसंद करते हैं लोग उनके उत्पाद के बारे में क्या प्रतिक्रिया देते हैं और लोग क्या बदलाव की उम्मीद करते हैं और यदि हम वांछित बदलाव करते हैं जैसा कि खरीदारों द्वारा अपेक्षित है तो उत्पाद की बिक्री में तेजी आ सकती है लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे पास अप्रत्यक्ष वितरण चैनल हैं जो एक सामान्य प्रक्रिया है कोई और व्यक्ति उत्पाद बनाता है और फिर हमारे पास वितरण प्रक्रिया है निर्माता से उत्पाद वितरक के पास जाता है डिस्ट्रीब्यूटर से यह रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर से यह या कुछ समय के लिए 3 लोगों के पास जाता है वितरक थोक व्यापारी खुदरा विक्रेता और फिर उपभोक्ता यह बहुत लंबी श्रृंखला है तो उस मामले में कभी कभी क्या होता है जब रिटेलर कंपनी को उत्पाद बेचने में मदद नहीं कर रहा है जब खुदरा विक्रेता कंपनी को उत्पाद बेचने में मदद नहीं कर रहा है तो क्या होगा कंपनियां एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं और वे खुदरा विक्रेताओं को विभिन्न योजनाओं मार्जिन के विभिन्न प्रतिशत और विभिन्न अन्य प्रोत्साहनों की पेशकश करके लुभाती रहती हैं अब कोई भी रिटेलर जिसे किसी कंपनी द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है वह किसी अन्य कंपनी के बजाय उस कंपनी के उत्पादों की अधिक बिक्री करना चाहेगा तो यह संभव हो सकता है कि कंपनी को प्रोत्साहन दिया गया था और जिस कंपनी ने प्रोत्साहन नहीं दिया है जिस कंपनी ने रिटेलर को प्रोत्साहन नहीं दिया है वह यह नहीं जान सकता है कि खुदरा विक्रेताओं की प्राथमिकताएं बदल गई हैं और खुदरा विक्रेताओं की पसंद बदल गई है उस स्थिति में यह मांग और आपूर्ति की स्थिति में उतार चढ़ाव पैदा करता है उत्पाद वांछित गति से ग्राहकों के पास नहीं जा रहा है रिटेलर ग्राहक को आश्वस्त कर रहा है भले ही ग्राहक किसी विशेष उत्पाद को खरीदने के लिए उसकी दुकान पर आया हो लेकिन चूंकि रिटेलर की रुचि किसी अन्य कंपनी के साथ है इसलिए वह कभी कभी खरीदार को आश्वस्त करता है कि इस कंपनी के उत्पाद को खरीदने के बजाय आप उस उत्पाद को खरीदते हैं तो उस स्थिति में जो अगर उस कंपनी को पता है जिसकी सूची में सवाल है तो यह उतार चढ़ाव हो सकता है और हमें इस बारे में सोचना होगा कि इस तरह के कारकों का ध्यान कैसे रखा जाए अब एक स्थिति में मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करूंगा कि जब आप निर्माताओं खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के बीच के संबंधों के बारे में बात करते हैं उत्पाद के निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं के बीच उत्पाद के उपभोक्ता एक हैं उदाहरण के लिए हम अन्य दो वितरक और थोक व्यापारी को रोकते हैं हम कहते हैं कि केवल रिटेलर है खुदरा विक्रेता पहले उपभोक्ताओं के एजेंट होते हैं फिर वे निर्माताओं के एजेंट सही होते हैं वे उपभोक्ता को सबसे अच्छा उत्पाद देना चाहते हैं ताकि उपभोक्ता उस उत्पाद से संतुष्ट हो जो उसने एक विशेष रिटेलर से खरीदा है और उपभोक्ता उसे बार बार मिलते रहते हैं उपभोक्ता से निर्माता तक खुदरा विक्रेताओं की इस वफादारी को बदलने के लिए कुछ कंपनियां उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देती हैं और उस प्रोत्साहन के लिए वह उपभोक्ता के प्रति वफादार होने के बजाय उपभोक्ता के प्रति वफादार के रूप में अपनी स्थिति बदल देता है वह विक्रेता या निर्माता के प्रति वफादार हो जाता है और इस वजह से उस कंपनी को जिसने अपनी बिक्री को प्रोत्साहन दिया है और कंपनियां जो प्रोत्साहन नहीं देते हैं उनकी बिक्री नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है इसलिए ये उतार चढ़ाव इन्वेंट्री में कुछ वृद्धि का कारण बनते हैं उत्पादन वितरण प्रणाली को तोड़ना या जला देना शायद ही कभी कुछ गलतफहमी होती है और कहते हैं कि उत्पादक वितरण प्रणाली टूट गई है या यह कहें कि यह प्रभावित हो रहा है उदाहरण के लिए कच्चे माल की कोई उपलब्धता नहीं है या कच्चे माल की बहुत कम उपलब्धता है तो क्या होगा उस उत्पाद की आपूर्ति बाजार में नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी कुछ समय के बाद फर्म के निर्माण की प्रक्रिया में तकनीकी खराबी आ जाती है इसलिए वे उत्पादन प्रक्रिया को नहीं चुन पाते हैं ताकि बाजार में आपूर्ति की स्थिति भी प्रभावित हो तो उस मामले में यह निर्माता के लिए अच्छा नहीं है यह उपभोक्ता के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि कुछ मामलों में हमने देखा है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं हम देखते हैं कि चीनी की कीमतें कभी कभी बढ़ जाती हैं हम देखते हैं कि प्याज की कीमत बढ़ जाती है यह केवल तब होता है जब आपूर्ति प्रणाली का टूटना होता है हो सकता है कि कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण या शायद कुशलता से संयंत्र की स्थिति को काम न करने के कारण या शायद किसी अन्य कारण और इन्वेंट्री के कारण प्रभावित हो कभी कभी हमारे पास अधिक मात्रा में इन्वेंट्री होती है लेकिन कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण सूची का स्तर बहुत कम होता है या कभी कभी कोई इन्वेंट्री उपलब्ध नहीं होती है इसलिए स्टॉक आउट लागत के लिए फिर से कंपनियां प्रभावित होती हैं इन्वेंटरी उतार चढ़ाव के झटके को सही अवशोषित करती है इसलिए अगर हम इन्वेंट्री रखते हैं और कभी कभी अगर बाजार में अभूतपूर्व मांग है तो हमारे पास पर्याप्त इन्वेंट्री होने पर हम मांग को पूरा कर सकते हैं यह उल्टा भी होता है आपके पास बहुत बड़ी सूची है मांग कम हो गई है और हमें सूची के मौजूदा स्तर के साथ जारी रखना है और आपकी बिक्री अवरुद्ध है बिक्री नहीं हो रही है आपके फंड इन्वेंट्री के उच्च स्तर के कारण अवरुद्ध हैं तो कुछ भी संभव है तैयार माल के लिए कोई स्टॉक आउट नहीं बिक्री का कोई नुकसान नहीं तो इसका मतलब है कि अगर हम बाजार में उचित या इष्टतम स्थिति बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इन्वेंट्री प्रबंधन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए हमें आगे देखना चाहिए और उन कारणों का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए जो इन्वेंट्री की स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं हमें यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि इन्वेंट्री के इष्टतम स्तर को कैसे बनाए रखा जाए ताकि इन्वेंट्री में निवेश भी इष्टतम हो बिक्री भी इष्टतम है और अंततः फर्म की लाभप्रदता भी इष्टतम या अधिकतम है तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण इन्वेंट्री होती है चुनता है और हमें इन कारणों की कल्पना करनी होगी और हमें इन कारणों के प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास करना होगा इस इन्वेंट्री प्रबंधन के बारे में कुछ और बात हम चर्चा के अगले भाग के बारे में और सीखने के बारे में करेंगे